सभी को नमस्कार पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में बात की है इन ट्रांसमिशन लाइनें में हमने समाक्षीय केबल के साथ शुरू किया था फिर हमने स्ट्रिप लाइन माइक्रोस्ट्रिप लाइन के साथ ही वेवगाइड के बारे में भी बात की थी तब हमने एक मामला लिया था जहां एक ट्रांसमिशन लाइन को लोड किया गया था लोड इम्पीडेन्स ZL के बराबर है हमने उस के कुछ मामले लिये उदाहरण के लिए हमने देखा एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन जो शॉर्ट की जाती है इसका मतलब है ZL 0 एक इंडक्टेंश के रूप में व्यवहार करता है जब तक लाइन की लंबाई l λ 4 रहेगी और अगर लाइन खुली है तो यह एक कैपेसिटर की तरह व्यवहार करता है केस 3 वह जगह थी जहां हमने लोड इम्पीडेन्स Z0 और उस के साथ लाइन को समाप्त कर दिया था उस मामले में हमने देखा कि इनपुट इम्पीडेन्स हमेशा Z0 पर बनी रहती है भले ही लाइन की लंबाई कितनी भी हो चौथा मामला में हमने माना था कि लाइन की लंबाई कहां l λ 4 है और हमने इसे देखा था किसी भी मनमाने लोड इम्पीडेन्स को किसी अन्य इम्पीडेन्स में परिवर्तित किया जा सकता है अब यह परिवर्तन केवल एकल आवृत्ति पर होता है तो अन्य आवृत्तियों पर क्या होता है इसलिएआज हम स्मिथ चार्ट इम्पीडेन्स मैचिंग जैसी विभिन्न चीजों पर ध्यान देंगे क्योंकि यदि लोड स्रोत इम्पीडेन्स के साथ मेल नहीं खाता है तो अधिकतम पावर ट्रान्सफर नहीं होगी तो एक एक करके इन सभी चीजों को देखते हैं इसलिए सबसे पहले हम इनपुट इम्पीडेन्स को कैसे परिभाषित करगें तो किसी विशेष लाइन के इनपुट इम्पीडेन्स या यह एक एंटीना या एक एम्पलीफायर या अन्य घटकों को वास्तविक और काल्पनिक टर्म RA और j XA के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है तो इनपुट इम्पीडेन्स से हम प्रतिबिंब गुणांक का पता लगा सकते हैं प्रतिबिंब गुणांक दिया गया है वह है इसलिए हम बहुत ही सरल मामला लेते है यदि ZA वास्तविक मूल्य है इसका मतलब है हम XA 0 लेंगे अन्य मामले भी एक एक करके लेते है इसलिए यदि ZA 100 Ω कहने के बराबर है और हम कहते हैं कि लाइन की कॅरक्टेरस्टिक्स इम्पीडेन्स 50 Ω है फिर इस समीकरण से हम प्रतिबिंब गुणांक की गणना कर सकते हैं तो जो होगा आइए हम एक और मात्रा को निर्धारित करते हैं जो VSWR है यह वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशो है इसे VSWR के रूप में परिभाषित किया गया है समीकरण द्वारा परिभसित किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं कि यह यहाँ वास्तव में प्रतिबिंब गुणांक का परिमाण ले रहा है प्रतिबिंब गुणांक यहां एक जटिल संख्या है बेशक मैंने ZA 100 Ω का उदाहरण लिया है जो एक वास्तविक मात्रा थी लेकिन कई मामलों में ZA एक जटिल संख्या होगी तो फिर प्रतिबिंब गुणांक भी जटिल संख्या होगी लेकिन फिर भी यहाँ पर हम प्रतिबिंब गुणांक का परिमाण लेते हैं तो यहां से हम VSWR के मूल्य की गणना कर सकते हैं लेकिन बस आप सीमित मामलों को देखते हैं इसलिए यदि प्रतिबिंब गुणांक है और यह 0 है तो VSWR 1 के बराबर होगा और यदि प्रतिबिंब गुणांक परिमाण 1 है फिर 1 1 2 होगा लेकिन 1 1 0 है इसलिए अनंत तक जाता है इसका मतलब है कि VSWR 1 से अनंत तक भिन्न हो सकता है तो आइए देखें कि इस विशेष मामले में क्या होता है तो प्रतिबिंब गुणांक 13 है हम प्रतिबिंब गुणांक को प्रतिस्थापित करते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तो यह होगा यह दो के बराबर है तो प्रतिबिंब गुणांक 13 के लिए VSWR दो के बराबर आता है आइए हम एक और शक्ति परिलक्षित मात्रा को भी परिभाषित करें तो शक्ति परिलक्षित क्या होती है अगर हम एक इनपुट पर कुछ लोड दे रहे हैं तो अधिकतम पावर ट्रांसफर प्रमेय कहती है कि यदि लोड इम्पीडेन्स स्रोत इम्पीडेन्स के बराबर है तो अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होगी लेकिन अगर लोड इम्पीडेन्स स्रोत इम्पीडेन्स के बराबर नहीं हैतो शक्ति का कुछ भाग वापस परिलक्षित होगी तो आइए देखें कि शक्ति वापस परिलक्षित क्या है वापस शक्ति परिलक्षित Pr 2 द्वारा दिखाया जा जाता है फिर से आप देख सकते हैं यह गामा का परिमाण है तो अगर हम अब इस विशेष मामले को लेते हैं तो यहाँ पीआर कुछ भी नहीं है लेकिन 2 जो के बराबर है और यदि आप इसको प्रतिशत को देखते हैं तो यह वास्तव में 111 है अब कई मामलों में यह विशेष रूप से VSWR 2 के बराबर स्वीकार्य है तो इसका मतलब है कि वास्तव में हम 111 परिलक्षित शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं हालांकि कई बार वे इस बारे में बात करते हैं कि यह लगभग 10 के बराबर है ठीक है तो बस यह याद रखें कि यह 111 है लेकिन कई बार VSWR 2 के बराबर होने पर परिलक्षित शक्ति को लगभग 10 से कम माना जाता है जो वास्तव में ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आप देख सकते हैं कि यदि लोड इम्पीडेन्स 100 Ω है तो हम इस परिलक्षित शक्ति के लिए जा रहे हैं मान लीजिए यदि लोड इम्पीडेन्स 50 Ω थी तो क्या हुआ होगा तो 50 50 0 तब परिलक्षित शक्ति Pr 0 होगी तो अब हम देखते हैं पिछले मामले में देखा गया कि लोड इम्पीडेन्स को 50 Ω में बदलने के लिए एक क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जा सकता है तो आइए देखें कि अब क्या होता है इसलिए हम एक ऐसा मामला उठाएंगे जहां हम इम्पीडेन्स को 100 से 50 Ω तक करना चाहते हैं अब साधारण चीजों में से एक जो आप कह सकते हैं कि यदि लोड इम्पीडेन्स 100 Ω है तो मैं समानांतर में 100 Ω का प्रतिरोध रख सकता हूं और मैं Zin 50 Ω प्राप्त करूंगा अब यह समाधान सही नही है क्योंकि अगर मैं 100 Ω के लोड इम्पीडेन्स के साथ समानांतर में एक 100 Ω का प्रतिरोध रखो तो उस 100 Ω प्रतिरोध में 50 शक्ति विघटित हो जाएगी अतः यह एक अच्छा समाधान नहीं है तो आइए देखें कि क्या आप एकल खंड का उपयोग करते हैं जो हमने पिछले व्याख्यान में क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर में किया था तो इस स्टेप के माध्यम से तो हम कहें कि यह लोड इम्पीडेन्स है यह विशेषता इम्पीडेन्स Z0 की एक संचरण लाइन है लंबाई है lλ4 और यह वह जगह है जहाँ हम जानना चाहते हैं कि Zin क्या है तो λ 4 ट्रांसफार्मर के लिए हमने वह देखा था तो यहाँ ZL को 100 Ω दिया गया है Zin वांछित 50 Ω है तो हम Z0 के मान की गणना कर सकते हैं इसलिएयह Z0 है जो है √ Zin ZL √10050 707 Ω तो अगर हम लंबाई l λ4 की दी गई आवृत्ति पर एक ट्रांसमिशन लाइन का उपयोग करते हैं तब हम 100 Ω इम्पीडेन्स को 50 Ω इम्पीडेन्स में रूपांतरित कर सकते हैं यह याद रखना है यह कॅरक्टेरस्टिक्स केवल एक ही आवृत्ति पर होगा जहां यह लंबाई l λ4 है इसलिए उदाहरण के लिए मान लेना है यह सब कुछ हवा में है और हम डिजाइन कर रहे हैं हम कहते हैं कि क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर 1 GHz तो 1 GHz पर तरंगदैर्ध्य 30 सेमी होगी अतः 304 75 सेमी तो हम कहते हैं कि हमने इस लंबाई को 75 सेमी चुना है तो अब यह 75 सेमी केवल 1 GHz पर λ 4 होगा तो 09 GHz या 08 GHz या 11 GHz या 12 GHz पर क्या होगा हम करेंगे अगली स्लाइड में देखें कि आवृत्ति में परिवर्तन होने पर क्या होता है हालाँकि हम यहाँ एक और बात पर गौर करें जो डबल सेक्शन क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग कर रही है तो क्या है एक λ4 अनुभाग का उपयोग करने के बजाय इसकी तुलना में यहाँ दो λ4 अनुभाग किया जा रहा है तो यहाँ इस विशेष संचरण लाइन की कॅरक्टेरस्टिक्स इम्पीडेन्स Z01 है इस लाइन की कॅरक्टेरस्टिक्स इम्पीडेन्स Z02 है इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ Z इनपुट क्या है और हम चाहते हैं कि यह Z इनपुट 50 Ω के बराबर हो और हम जानते हैं कि इस विशेष मामले में ZL 100 Ω है तो आइए पहले देखें कि इस बिंदु पर Zin1 क्या है तो Zin1 होगा Zin1 Z012 ZL तो अब यहाँ से हम अगले चरण पर जा सकते हैं और वह है Zin अब Zin क्या होगा Zin Z022 Zin1 इसलिए हम यहाँ पर Zin1 को प्रतिस्थापित करते हैं और अब हम यहाँ से Zin1 के मूल्य को प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए अगर इसको यहाँ रख दिया जाये यह अब Z02 हो जाएगा और यह यहाँ आएगा जो कि Z01 है और यह नुमेरेटर पर जाएगा तो अब यह Zin Z02 Z012 ZL के बराबर है इसलिए अब इस विशेष मामले के लिए हम यह पता लगाना चाहते हैं कि Z02 और Z01 के मान क्या हैं हम यहाँ से देख सकते हैं ZL 100 Ω है और Zin1 50 Ω है तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इसलिए यदि हम अब मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह 1√2 के बराबर है अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ केवल एक समीकरण है और दो अज्ञात हैं तो इसका मतलब है अब हमें एक को चुनना है तो आपको Z01 के विभिन्न मान को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है तो बस कुछ मामलों को यहां लें इसलिए अगर मैं Z02 50Ω लेता हूं तो Z01 707 Ω होगा हम Z02 100 Ω ले सकते हैं उस स्थिति में यह 100√2 होगा जो 141 होगा हम Z02 को 10 Ω के रूप में ले सकते हैं और फिर यह 40 Ω ज्ञात होगा तो अब इन सभी विकल्पों में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है इसलिएआपको वास्तव में इनमें से कुछ चीजों को समझना होगा इसलिए कई बार विश्लेषण समस्या सम्मिलित रूप से सरल होती है लेकिन डिजाइन की समस्या ऐसी होती है जहां कुछ चुनौतियां होती हैं और आपको वास्तव में सोचना पड़ता है कि सही मान क्या है इसलिए यहां मैं आपको यहां उल्लेख करना चाहता हूं तो यह एक सबसे अच्छा विकल्प है और आपको बाद में दिखाएगा कि ये सबसे अच्छे विकल्प क्यों हैं तो यह यहाँ हमने 60 Ω के रूप में लिया है और यह Z01 60√2 देता है और यह लगभग 84 Ω के बराबर होता है तो यहाँ देखते हैं यह 100 Ω था तो 100 Ω से हम 84 Ω पर चले गए फिर हम 60Ω पर गए और फिर हम 50 Ω पर गए तो इसका मतलब है हम 100 से दो चरणों में 100 से 50 की ओर बढ़ रहे हैं हम 84 का उपयोग करते हैं और फिर 84 से हम 60 का उपयोग करते हैं फिर हम 50 Ω पर गए अब मान लीजिए कि हमने इसे केवल 100 के रूप में लिया है तो यह 100 होगा और फिर यह 100 होगा और अब इस विशेष मामले की गणना यहां होने जा रही है तो यह तब 707 होगा इसलिए वास्तव में अगर मैं 100 का उपयोग करता हूं तो हम वास्तव में दो खंड क्वार्टर वेव के फायदे का उपयोग नहीं कर रहे हैं यहां 100 यहां 100 इसका मतलब है कि इस विशेष चीज ने कुछ भी नहीं किया है इसलिए हम वास्तव में केवल एक क्वार्टर वेव पर अपना प्रभावी काम कर रहे हैं अब मान लीजिए कि आप इसे यहाँ पर 10 Ω कहते हैं और यहाँ पर 14 Ω है तो मान लीजिए 100 से हम 14 तक जा रहे हैं फिर 10 पर आ रहे हैं और फिर 50 को पाते हैं अबयह फिर से नहीं है हमें अपने बारे में कहने देंहम 100 से 50 तक जाना चहाते चाहते हैं तो यह हमारा स्टेप है तो यह हमेशा 100 से बेहतर है आप बीच में स्टेप रख सकते हैं इस तरह से सोचें कि हम बिंदु a बिंदु b तक जाना चाहते हैं आप आमतौर पर क्या करते हैं हम सबसे छोटे रास्ते का उपयोग करना चाहेंगे आप यहाँ से 100 पर जाना क्या पसंद करते हैं 120 पर भी जा सकते है तब कुछ 150 हो सकते हैं और फिर 50 पर वापस आना अच्छा विचार नहीं है इसी तरह 100 से 10 पर जाना अच्छा नहीं है और फिर आप 14 पर आते हैं या फिर 50 पर आते हैं इसलिए चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा जाने का प्रयास करें तो वास्तव में आप अपने आपको बता सकते हैं कि कुछ अन्य काम भी किए जाने हैं कुछ हम भी एक टेंपर लाइन का उपयोग कर सकते हैं जिसमें यहां पर 100 Ω की इम्पीडेन्स और यहां 50 Ω की इम्पीडेन्स है तो आप बस एक टेंपर लाइन का उपयोग कर सकते हैं इसलिए जैसा कि हम 50 Ω के लिए ट्रांसमिशन लाइन चौड़ाई और अधिक होगी और 100 Ω के लिए चौड़ाई कम होगी तो आप यहां एक बड़ी चौड़ाई लेते हैं और इसे यहाँ नीचे तक टेंपर करते हैं तो यह 100 होगा और यह 50 होगा अब यह 100 Ω है यहां 50 तक टैप किया गया है इसलिए यदि आप इसकी अनुमानित औसत लेने की कोशिश करते हैं तो यह इधर उधर हो सकता है और फिर यहाँ से यहाँ तक आप लगभग औसत लेने की कोशिश करते हैं यह लगभग 60 Ω होगा तो अब यदि आप कई क्वार्टर वेव का उपयोग करते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या हो सकता है इसलिए ये परिणाम मैंने इस विशेष पुस्तक से लिए हैं मैंने भी पेज नंबर का संदर्भ दिया है इसलिए यदि हम एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो यह वही है जिसका उपयोग यहाँ पर किया जा रहा है इसलिए यदि आप एक क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने क्या दिखाया है यह आवृत्ति अनुपात ffo है यह 13 है यह और 53 है तो यदि आप वास्तव में इस के अनुपात को लेते हैं तो मैं इस विशेष बैंडविड्थ को प्राप्त कर सकता हूं तो यह 5 से 1 बैंडविड्थ हो सकता है और इस सामान्यीकृत चीज का लाभ आपको है 1 GHz या 100 MHz या 500 MHz या 3 GHz पर इस विशेष क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं जो भी आपकी वांछित आवृत्ति है यह अवधारणा मान्य होगी इसलिए हमारे पास यहां एक सिंगल क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर की प्रतिक्रिया है अब मैंने इस बिंदीदार रेखा को यहाँ खींचा है यह बिंदीदार रेखा प्रतिबिंब गुणांक 01 से मेल खाती है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंबित शक्ति केवल 1 होगी तो इसका अर्थ है कि यहाँ इस विशेष मामले में हम अनुमति दे रहे हैं कि 1 शक्ति प्रतिबिंबित है लेकिन 99 शक्ति को प्रेषित किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि n1 के लिए इस विशेष मामले में यह बैंडविड्थ होगा जिस पर प्रतिबिंबित शक्ति 1 प्रतिशत से कम होगी तो आप यहां से यहां तक एक रेखा खींच सकते हैं और आप देख सकते हैं कि यह बैंडविड्थ अपेक्षाकृत छोटा होगा अगर हमने n को 2 के बराबर लिया है वह मैंने आपको पिछली स्लाइड में दो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर को दिखाया था इसलिए यदि आप दो क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो यह प्रतिक्रिया होगी और आप अब देख सकते हैं बैंडविड्थ निश्चित रूप से बहुत बड़ा है अब 2 का उपयोग करने के बजाय यदि आप 3 का उपयोग करते हैं तो यह प्रतिक्रिया होगी यदि आप 4 क्वार्टर तरंग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 53 प्राप्त बैंडविड्थ सबसे अधिक होगी जो 1 से 5 के अनुपात में होगा तो यह बैंडविड्थ 1 गीगाहर्ट्ज से 5 गीगाहर्ट्ज तक हो सकता है या इसे हम 100 मेगाहर्ट्ज से 500 मेगाहर्ट्ज तक कह सकते हैं वास्तव में एक समय में हमारे पास एक बहुत ही ब्रॉडबैंड आवश्यकता थी इसलिए मैंने n10 क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर के बराबर डिजाइन किया था अब वास्तव में लोग सोचना शुरू कर देते हैं अगर हम बहुत सारे क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं तो कुल लंबाई बढ़ जाती है जो हम कह रहे है वह वास्तव में बात नहीं है क्योंकि ये क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर जब आप जोड़ते रहते हैं आपकी केंद्र आवृत्ति भी बदल रही है यह वास्तव में उस विशेष आवृत्ति के लिये सही नहीं है यह बहुत बड़ा होगा जैसा कि मैंने उल्लेख किया है एक टेपर्ड लाइन के लिए यदि आप सिर्फ λ 2 एक लंबाई लेते हैं तो यह बहुत बड़े बैंडविड्थ से अधिक इम्पीडेन्स मैचिंग का एक अच्छा काम करेगा हालांकि मैं आपको सबसे अच्छा संभव समाधान भी बताना चाहता हूं सबसे अच्छा संभव समाधान यह है कि टेपर्ड लाइन के बजाय इस भाग को हमें 50 Ω से 100 Ω तक का उपयोग करते हैं यदि आप इस तरह की घातीय रेखा का उपयोग करते हैं तो अगर यह एक घातीय बदलाव है जो हमें सबसे बड़ी बैंडविड्थ देगा केवल एक चीज जो आपको करनी है वह यह है सबसे कम आवृत्ति पर घातीय रेखा की लंबाई न्यूनतम λ2 से अधिक होनी चाहिए तो याद रखें कि यह सबसे कम आवृत्ति पर है न कि उच्चतम आवृत्ति पर यदि आप ऐसा करते हैं तो आप वास्तव में एक बहुत ही ब्रॉडबैंड इम्पीडेन्स मैचिंग डिजाइन कर सकते हैं अब निश्चित रूप से यह मैचिंग केवल वास्तविक इम्पीडेन्स के लिए अच्छा है जैसा कि हमने उल्लेख किया है लेकिन इम्पीडेन्स एक जटिल संख्या हो सकती है और जटिल संख्या के लिए गणना थोड़ा अधिक हो जाती है इसको पूरा करने का एक ग्राफिकल तरीका है और हम देखते हैं कि यह क्या तरीका है तो कोई भी स्मिथ चार्ट का उपयोग कर सकता है अब स्मिथ चार्ट का उपयोग इम्पीडेन्स एडमिटन्स प्रतिबिंब गुणांक के साथ साथ VSWR के लिए किया जा सकता है मुझे यकीन है कि आप में से कई ने स्मिथ चार्ट का अध्ययन विद्युत चुम्बकीय तरंगों में या किसी अन्य कोर्स में किया होगा लेकिन हम बहुत विशेष रूप से इस विशेष पाठ्यक्रम में स्मिथ चार्ट का उपयोग करने जा रहा है तो मुझे सिर्फ स्मिथ चार्ट के अधिक संक्षिप्त अवलोकन के बारे में बताएं तो हम कहते हैं कि यह स्मिथ चार्ट है और इस स्मिथ चार्ट पर आप देख सकते हैं कि ये विभिन्न लाइनें हैं तो आइए हम सबसे पहले इस क्षैतिज रेखा को देखें यहाँ पर क्या लिखा है तो यह 0 01 05 1 2 5 है और यह अनंत हो जाता है तो आप वास्तव में इस बारे में एक वास्तविक अक्ष के रूप में सोच सकते हैं इसलिए पहले मुझे केवल इम्पीडेन्स के बारे में बात करने दें और फिर हम दूसरी बात करेंगे इसलिए जब हम इस भाग को यहाँ देखते हैं तो इसे वास्तविक अक्ष के रूप में देखें अब आप में से अधिकांश परिचित हैं यदि हम वास्तविक और काल्पनिक अक्ष प्लॉट करना चाहते हैं तो आम तौर पर आप क्या करते हैं आप एक वास्तविक रेखा खींचते हैं और आप ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जो एक काल्पनिक अक्ष है तो यहाँ वास्तविक अक्ष उस क्षैतिज रेखा से मिलती जुलती है कि अब एक नकारात्मक R के बारे में सोचें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस स्मिथ चार्ट का उपयोग नकारात्मक R के मान के लिए भी किया जा सकता है लेकिन यहाँ यह केवल सकारात्मक R मान इसके लिए है लेकिन आप यह भी देख सकते हैं कि यह 0 से 1 तक है वास्तव में यह क्या है यह पूरा स्मिथ चार्ट एक सामान्यीकृत प्लॉट है इसलिए उदाहरण के लिए यदि लोड इम्पीडेन्स 100 मान लिया जाए तब आप कॅरक्टेरस्टिक्स इम्पीडेन्स 50 कह सकते हैं फिर लोड इम्पीडेन्स को कॅरक्टेरस्टिक्स इम्पीडेन्स से विभाजित किया गया वह है 10050 2 मान लीजिए यदि लोड प्रतिबाधा 10 Ω है तो 1050 02 तो 02 यहाँ कहीं होगा तो अब यह वह प्लॉट है जिसे आप वास्तविक इम्पीडेन्स के लिए कह सकते हैं तो क्या होता है अगर इम्पीडेन्स में इंडक्टिव या कैपेसिटिव भाग होता है तो उपरोक्त भाग मूल रूप से सकारात्मक है निचला भाग नकारात्मक मानके लिए है तो एक ही बात अगर आप फिर से याद करते हैं तो यह वास्तविक और काल्पनिक है इसलिए यहां तक कि काल्पनिक भी हम आम तौर पर सकारात्मक संख्या ऊपर और नकारात्मक संख्या नीचे डालते हैं सामान्य कार्टेशियन या x y निर्देशांक में यहाँ पर एकमात्र अंतर यह है कि सभी काल्पनिक संख्याएँ लंबवत हो जाती हैं पर यहां ये चीजें गोलाकार तरीके से चलती हैं तो अब देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है तो हम बस इस 0 01 15 1 और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और फिर आप यह संख्या यहाँ 02 देखें वास्तव में यह बड़े वृत्त का एक हिस्सा है जिसे नहीं दिखाया गया है यह केवल यहाँ दिखाया गया है तो आप इसे एक बड़े वृत्त का चाप कह सकते हैं तो इस पूरी लाइन के साथ काल्पनिक हिस्सा 02 रहता है फिर से ये सामान्यीकृत मूल्य हैं इस पूरी चीज के साथ यह 05 है इसके साथ ही यह 1 है इसलिए यह प्लस भाग है यहां नकारात्मक भाग है इस विशेष बात के साथ यह 02 है यह 05 होगा यह 1 है यह 2 है आप यहां इन अन्य वृत्तो को भी देखें तो इन्हें Z के लिए नियत R सर्कल के रूप में जाना जाता है यह Y के लिए नियत G वृत्त हो सकता है लेकिन हम पहले केवल Z पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप देख सकते हैं कि ये नियत R वृत्त हैं इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है कि यदि आप इस बिंदु या इस बिंदु या इस पर यहाँ हर जगह देखते हैं तो R का मान 01 रहेगा यदि आप इसे यहाँ 05 पर देखते हैं यदि आप इसके साथ चलते हैं तो वास्तविक मूल्य हमेशा 05 होने वाला है और ये स्थिर X हैं जैसा कि आप यहां या यहां देख सकते हैं तो इम्पीडेन्स के लिए यह नियत X होगा बेशक यहाँ X सकारात्मक है यहाँ X नकारात्मक है तो यह सामान्य स्मिथ चार्ट है तो अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि प्रतिबिंब गुणांक कहां है तो यह यहां केवल एक बार और दोहराने के लिए है इसलिए ये सभी चीजें वास्तविक सकारात्मक मूल्य दिखाएंगी ये सभी काल्पनिक सकारात्मक मूल्य हैं ये सभी काल्पनिक नकारात्मक मूल्य हैं और Z के लिए यह 0 है इसलिए यदि Z जीरो है तो इसका मतलब शॉर्ट सर्किट है यदि Z अनंत के बराबर है तो इसका मतलब खुला परिपथ है अब अगर हम फिर से Z भाग के बारे में बात करते हैं तो ये सभी सकारात्मक संख्याएं वास्तव में इंडक्टिव मूल्यों को इगिंत करेंगी और ये सभी नकारात्मक मूल्य कैपेसिटिव मूल्यों को इगिंत करेंगी इसलिए एक एक करके इन चीजों के उदाहरण लेंगे मान लीजिए हम अब Y को प्लॉट करना चाहते हैं इसलिए फिर से ये संख्याएँ यथावत बनी हुई हैं इसका महत्व केवल बदल जाता है Y है जो 0 के बराबर है लेकिन Y के बराबर 0 अब ओपन सर्किट का प्रतिनिधित्व करेगा जो Z के समान 0 के बराबर शॉर्ट सर्किट नहीं है और यह Y अनंत के बराबर है तो अनंत के बराबर वाई शॉर्ट सर्किट का प्रतिनिधित्व करेगा तो याद रखें कि यहाँ जो संख्याएँ लिखी गई हैं वही रहेगी व्याख्या आपको करनी होगी तो अब यहाँ Y सकारात्मक है पॉजिटिव Y का मतलब है कि यह कैपेसिटिव है और नेगेटिव Y का मतलब इंडक्टिव होगा तो कृपया इस विशेष बात को याद रखें अब हम देखते हैं कि प्रतिबिंब गुणांक कहां है अब एक दिलचस्प बात यह है कि आप देख सकते हैं कि इसके नीचे यहां एक पंक्ति दिखाई गई है वास्तव में यह विशेष क्षैतिज रेखा है जो दर्शाती है कि वास्तव में 0 बिंदु के बराबर एक प्रतिबिंब गुणांक है और यह 1 के बराबर प्रतिबिंब गुणांक है और प्रतिबिंब गुणांक अलग अलग होगा तो मान लें कि यह 0 है यह 05 होगा यह 05 07 08 09 और इतने पर होगा तो यहाँ पर 0 के बराबर प्रतिबिंब गुणांक है और आप सहसंबंध भी बना सकते हैं प्रतिबिंब गुणांक अभिव्यक्ति क्या है Zin किसके बराबर है Zin Z0 यहाँ तो इसका मतलब है प्रतिबिंब गुणांक 0 है और यह यहाँ एक प्रतिबिंब गुणांक 1 है और यह कोणीय चीज प्रतिबिंब गुणांक का कोण देगा मान लीजिए कि यदि वह बिंदु यहां है जो कि तब प्रतिबिंब गुणांक 1 है तो मान लीजिए कि यदि वह यहां कहीं है तो प्रतिबिंब गुणांक मान यहां से समान रूप से मापा जा सकता है लेकिन अब मान लीजिए अगर प्रतिबिंब गुणांक यहां कहीं है तो आप क्या करते हैं आप वास्तव में इस तरह एक रेखा खींचते हैं और इस विशेष कोण को मापते हैं और यह प्रतिबिंब गुणांक का कोण देगा अब VSWR कहाँ है वास्तव में VSWR जो भी ये संख्याएं यहां हैं इसलिए मान लें कि यह 1 है तो VSWR 1 होगा इस बिंदु पर VSWR 2 होगा यहाँ पर VSWR 5 आइए एक उदाहरण लेते हैं जहाँ हम इन सभी चीजों को एक एक करके देख सकते हैं तो यहां एक उदाहरण है जहां इनपुट इम्पीडेन्स ZA20j30 द्वारा दिया गया है और आवश्यक पैरामीटर यह है कि हम प्रतिबिंब गुणांक और VSWR की गणना करना चाहते हैं बेशक हम पारंपरिक चीज़ का उपयोग कर सकते हैं और यही हम प्रतिबिंब गुणांक के लिए इस विशेष सूत्र का उपयोग कर सकते हैं तो ZA 20j30 Ω और Z0 50 Ω हम इस मूल्य को यहां प्रतिस्थापित करते हैं इन जटिल संख्याओं को हल करते हैं और यहां से हम गणना कर सकते हैं कि प्रतिबिंब गुणांक क्या है और वह क्या है वह 056 है और कोण 1120 आता है और यहां से हम VSWR के मूल्य की गणना कर सकते हैं जो इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है और इसलिए हमें क्या चाहिए हमें केवल प्रतिबिंब गुणांक के परिमाण की आवश्यकता है जो 056 है तो आप 056 के मान को रख कर हमें VSWR 355 का मूल्य मिलेगी तो यह वह तरीका है जिससे आप गणना कर सकते हैं अब आपको बताएगें कि स्मिथ चार्ट का उपयोग करके या चित्रमय तरीके से गणना कैसे करें तो यहाँ आप क्या करते हैं आप इस विशेष इम्पीडेन्स को लेते हैं पहला स्टेप सामान्यीकृत होगा इसलिए हमने इस इम्पीडेन्स को सामान्य कर दिया इसलिए 20j3050 205004 305006 अब हमें स्मिथ चार्ट पर इस विशेष बात को प्लाट करने की जरूरत है तो आप स्टेप by स्टेप क्या करते हैंपहले वास्तविक भाग को देखें जो 04 है तो इस स्मिथ चार्ट के साथ आप यहाँ 0 से देखते हैं तो आप जानते हैं कि यह 1 है और यह अनंत है तो आप उस बिंदु का पता लगाते हैं जो 04 है फिर आप दूसरे भाग का पता लगाते हैं अन्य भाग प्लस है जो काल्पनिक प्लस है इसलिए प्लस के लिए हमें ऊपर जाने की आवश्यकता है यदि यह विभाजित था तो हमें नीचे की ओर बढ़ना होगा और फिर आप क्या करेंगे आप j 06 का पता लगाएं तो यहाँ से आप वास्तव में चलते हैं और फिर 04 से आप चलते हैं और आप एक बिंदु पर रुक जाते हैं जहाँ आप देख सकते हैं कि ये नियत प्रतिक्रियाशील वृत्त हैं तो आप एक बिंदु पर रुक जाते हैं जो 06 है अब इस बिंदु पर आप क्या करते हैं अब आप एक वृत्त बनाते हैं इसलिए जब आप यहां वृत्त खींचते हैं तो आप जो कुछ भी देख सकते हैं वह यह है कि जो वास्तविक अक्ष को पार कर रहा है वह मान सीधे आपको VSWR देगा जो कि 355 है अब यहां से आप रेखा खींच सकते हैं ताकि अक्ष 0 से 1 तक हो जो कुछ भी यह मान है आप उस मूल्य को नोट कर सकते हैं और यह मान 056 होगा और अब आप इस विशेष कोण को माप सकते हैं और यह कोण 1120 होगा और आप इसे देख सकते हैं यह कोण इस विशेष कोण के समान है तो प्रतिबिंब गुणांक और VSWR की गणना करने के दो तरीके हैं एक आप इन अभिव्यक्तियों का उपयोग करके गणना कर सकते हैं और एक आप स्मिथ चार्ट का उपयोग कर सकते हैं और इन मूल्यों की प्लाट कर सकते हैं और प्रतिबिंब गुणांक और VSWR की गणना करने के लिए चित्रमय तरीके का उपयोग कर सकते हैं हम अगले व्याख्यान में अधिक मामले लेंगे फिर मिलेंगे बाँय